परफेक्ट रिकंस्ट्रक्शन के साथ दो चैनल फ़िल्टर बैंक का अध्ययन शुभ प्रभात चलिए आज हम व्याख्यान 27 को शुरू करते हैं हम व्याख्यान 25 और 26 का एक रन थ्रू करतें हैं क्योंकि वे दोनों कल कवर किए गए थे और हमारे पास कई नई अवधारणाएँ थीं पुनः विचार इन सभी टुकड़ों को जिग्सो पजल की तरह एक साथ रखने का है और फिर देखें कि वे एक साथ कैसे फिट होते हैं इसलिए पिछले व्याख्यान में यदि आपको अवधारणाओं का एक प्रकार से जल्दी रन थ्रू करना था तो हमने ऑल पास फ़ंक्शंस प्रॉपर्टीज़ ऑल पास लैटिस के बारे में बात की फ़ंक्शंस के कुछ निश्चित गुणों या विशिष्टताओं के बारे मे बात की जिन्हें बाउंडनेस लॉसलेसनेस और कॉम्बिनेशन कहा गया हमने पोलिनोमियल्स के फैक्टराइजेसन के बारे में बात की जब आप एक पोलिनोमियल के जीरोस को दो सेट्स में विभाजित करना चाहते हैं उन जीरोस में जो यूनिट सर्किल के अंदर हैं जो यूनिट सर्किल के बाहर हैं वह एक प्रकार का फैक्टराइजेसन है जिसे हम करना चाहते हैं फिर ऑलपास डीकम्पोजीशन थ्योरम भी और कहीं कहीं लाइन के साथ हमने M बैंड फिल्टर Mवाँ बैंड फिल्टर उनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं के बारे में बात की हमने हाफ बैंड फिल्टर के बारे में भी बात की और फिर हमने कहा कि ये टुकड़े मिलकर हमें परफेक्ट रिकंस्ट्रक्शन तक पहुँचने में मदद करेंगें जिस पर हम कल तक नहीं पहुंचे थे लेकिन हम आज पहुंचेंगें ठीक है इसलिए पुनर्कथन के माध्यम से यहां कुछ प्रमुख बिंदु हैं एक अच्छा विचार हो सकता है यदि आप उन्हें नोट करना चाहते हैं तो इस तरह से यह संशोधन होगा और पिछले व्याख्यानों में हमने जो चर्चा की है उसका रीइन्फोर्समेंट भी होगा तो ये व्याख्यान 25 26 में कवर की गयी अवधारणाएं हैं जो जरूरी नहीं कि एक ही क्रम में हों लेकिन सभी पॉइंट्स का उल्लेख किया गया है जिन प्रमुख एलिमेंट्स या प्रमुख उपकरणों का हम उपयोग करने जा रहे हैं उनमें से एक है पैरा कांजुगेसन जहाँ आप कोएफिसिएन्ट्स को कांजुगेट करते हैं और z को z−1 से बदल देते हैं और यह एक बहुत अच्छी परिभाषा है जिसे हम अपने लिए रखना चाहते हैं अब पैरा कांजुगेसन बहुत फायदेमंद है कारण क्योंकि यह यूनिट सर्किल पर कांजुगेसन का एनालिटिक एक्सटेंशन है तो यह कुछ ऐसी चीज है जिसका विशेष रूप से आज के व्याख्यान में हम वृहद रूप से उपयोग करेंगें इसे के रूप में देखा गया यूनिट सर्किल पर H ठीक है वह एक महत्वपूर्ण एलिमेंट्स है अब इससे आगे बढ़ते हुए यह भी हमें बताता है कि जीरोस रेसिप्रोकल कांजुगेट लोकेशनसंस पर हैं यदि H z00 पर जीरो पर जीरो तो मूल रूप से रेसिप्रोकल कांजुगेट लोकेशन वह है जहां 0 रहेगा इसलिए यह दिया गया है हमने यह भी कहा कि एक ऑल पास फ़ंक्शन की संरचना को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है सभी ω के लिए हमारे पास मैक्सिमम मोडूलस थ्योरम भी है इसलिए यह ऑल पास फ़ंक्शंस की संरचना है और जब भी हम काम करते हैं तो मैक्सिमम मोडूलस थ्योरम भी एक भूमिका निभाती है इसलिए मूल रूप से यदि Hap एक कौसल स्टेबल ऑलपास causal stable allpass है एक कौसल स्टेबल ऑलपास फंक्शन causal stable allpass function है तो हम निम्नलिखित कह सकते हैं ¿Hap ∨¿1 यूनिट सर्किल पर है यूनिट सर्किल के बाहर पॉइंट्स के लिए यह है 1 यूनिट सर्किल के अंदर पॉइंट्स के लिए 1 है पुनः यह हमने देखा यह वास्तव में एक भूमिका निभाने में मदद करता है तो ये कुछ अवधारणाएं हैं जिनके साथ हमने काम किया है इसे ऑल पास लैटिस के साथ मिलाएं जहां हमारे पास समीकरण 3 द्वारा दिए गए इनपुट आउटपुट संबंध हैं यह एक महत्वपूर्ण संबंध है और हमने इससे कई दिलचस्प और महत्वपूर्ण परिणाम दिखाए उनमें से एक था कि यदि आप उचित रूप से kN चुनते हैं तो आपको GN −1 एक लोअर ऑर्डर ऑल पास फंक्शन के रूप में मिलता है यदि GN एक कौसल स्टेबल ऑलपास causal stable allpass है और GN −1 एक लोअर ऑर्डर है कौसल और स्टेबल भी इसलिए वे उपयोगी परिणाम हैं दूसरा यह है कि आप वास्तव में इसे पूरी लंबाई के लिए आगे ले जा सकते हैं मूल रूप से फ़िल्टर के ऑर्डर के आधार पर आपको कई चरण मिलेंगे और आपको मूल रूप से ये kN के कोएफिसिएन्ट मिलेंगें आप इन्हें ऑल पास लैटिस के कोएफिसिएन्ट के रूप में कह सकते हैं कभी कभी वे रीफ़लेक्सन कोएफिसिएन्ट्स के रूप में संदर्भित करते हैं फिर से इस पर निर्भर करता है कि आप किस पृष्ठभूमि से आ रहे हैं ki's नोट करने के लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि सभी ki's 1 के द्वारा अपर बाउंडेड हैं इसका मतलब है कि वे दृढ़ता से 1 हैं फिर आपको गारंटी दी जाती है कि ट्रांसफ़र फ़ंक्शन जिसे आपने सिंथेसाइज्ड किया है है कौसल स्टेबल ऑलपास फंक्शन causal stable allpass function ठीक है और फिर से यह ऑलपास के संदर्भ में एक उपयोगी परिणाम है यह भी हमें बताता है कि ऑलपास फंक्शन में क्या प्रॉपर्टीज़ हैं संतुष्ट होनी चाहिए ठीक है इससे पहले कि हम ऑलपास डीकम्पोजीशन प्राप्त करें मुझे कुछ अन्य पॉइंट्स की समीक्षा करने दें एक बाउंडेड ट्रांसफर फंक्शन की धारणा हम बाउंडनेस के बारे में बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है मूल रूप से इसका मतलब है कि आपके पास फ्रीक्वेंसी रिस्पांस नहीं है जो अचानक कुछ बड़ी वैल्यू पर शूट करने जा रहा है यह बाउंडेड है और हम ट्रांसफर फ़ंक्शंस को भी देखते हैं जहां बाउंड 1 है तो इसका मतलब है कि आप जानते हैं कि यह एक फिल्टर रिस्पांस की तरह है जिसका अधिकतम रिस्पांस 1 के द्वारा अपर बाउंडेड है तो एक बाउंडेड ट्रांसफर फंक्शन ω की सभी वैल्यूज के लिए यह एक फिल्टर के लिए बाउंड को परिभाषित करने का एक अच्छा तरीका होगा अब यह बाउंडेड रियल हो जाता है यदि ये सभी कोएफिसिएन्ट जोकि इम्पल्स रिस्पांस हैं वे रियल वैल्यूड सेट के एलिमेंट्स हैं मूल रूप से यदि आपके पास वो काम्प्लेक्स नंबर्स के रूप में नहीं हैं बल्कि रियल वैल्यूड के रूप में हैं और निश्चित रूप से आपके पास लॉसलेस प्रॉपर्टी हो सकती है जो कि इनपुट और आउटपुट के बीच ऊर्जा संरक्षण के समान है और वो ऑलपास उन फ़ंक्शंस के वर्ग में से एक है और इसीलिए यदि आपके पास एलबीआर है जो मूल रूप से रियल कोएफिसिएन्ट के साथ एक ऑलपास को इंगित करता है ठीक है यह एक महत्वपूर्ण अवलोकन है हमारे पास फ़ंक्शंस का एक और वर्ग भी है जिन्हें पावर कॉम्प्लिमेंटरी ट्रांसफर फ़ंक्शंस कहा जाता है यह कहता है कि अगर मैं इन फ़ंक्शंस या फिल्टर्स के मैगनीटुड स्क्वायर्स को लेता हूं तो वे 1 तक जोड़े जाते हैं ठीक है यह एक बहुत ही उपयोगी वर्ग है जैसा कि आप आज के व्याख्यान में देखेंगे क्योंकि यही वह है जो वास्तव में परफेक्ट रिकंस्ट्रक्शन की अंतिम समस्या को हल करता है अब यह दो चैनल के मामले तक ही सीमित नहीं है सामान्य मामला कहता है मूल रूप से Mवें बैंड फिल्टर्स हमें इस प्रकार की कंडीशंस को संतुष्ट करने का एक तरीका देते हैं लेकिन हम एक मिनट में उस पर आयेंगें आज की चर्चा में दूसरा एलिमेंट जो हमारे लिए बहुत उपयोगी है वह है फैक्टराइजेसन तो फैक्टराइजेसन आप एक पोलिनोमियल के जीरोस को कैसे विसुलाइज करते हैं और आप उन्हें दो सेटों में कैसे अलग करते हैं तो मूल रूप से कल हमने दिखाया कि यदि आपके पास एक ट्रांसफर फंक्शन H A B Hmin Hap है यूनिट सर्किल के अंदर A के पास n0 जीरोस हैं ¿ z∨¿ 1 के अंदर हम उस मामले को ले रहे हैं जहाँ यूनिट सर्किल पर एक भी जीरोस नहीं है इसमें ¿ z∨¿ 1 के बाहर बाहर n1 जीरोस हैं न्यूनतम है न्यूनतम फेज ऑलपास एक कौसल स्टेबल ऑलपास है इसे मूल ट्रांसफर फंक्शन के समान ही ऑर्डर मिला है ठीक है इसको H के समान ऑर्डर मिला है यह एक बहुत ही सुविधाजनक फैक्टराइजेसन है लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण केवल आपके लिए इस बारे में सोचने के लिए कि अगर मेरे पास जीरोस है और मैं उन्हें अलग करना चाहता हूं तो जीरोस को अलग करने की प्रक्रिया फैक्टर्स को सेगरीगेट करने की प्रक्रिया है ठीक है फैक्टराइजेशन मूल रूप से जीरोस को खोजने के लिए कहता है लेकिन एक बार जब आप जीरोस को ढूंढ लेते हैं तो आप उन्हें कैसे अलग करते हैं उन्हें एकत्रित करें ताकि यह एक उपयोगी प्रक्रिया हो ठीक है अब ऑलपास डीकम्पोजीशन थ्योरम फिर से विवरण के माध्यम से मत जाओ पिछले व्याख्यान का संदर्भ लें दो Nवाँ ऑर्डर बाउन्डेड रियल ट्रांसफर फ़ंक्शंस P0 D P1 D फॉर्म के Nवाँ ऑर्डर बाउन्डेड रियल ट्रांसफर फ़ंक्शंस P0 को इवन सिमिट्री भी मिली है कोएफिसिएन्ट्स को इवन सिमिट्री भी मिली है P1 को एंटीसिमिट्री मिली है इसीलिए आपको यह संबंध मिला है हमने दिखाया कि यदि H 0∧H1 पॉवर कॉम्प्लिमेंटरी हैं तो हम उन्हें इस फॉर्म में फैक्टराइजेसन कर सकते हैं ठीक है इसलिए मै सोचता हूँ यह हमारे लिए मददगार होगा कि हम वापस जाएँ और इसे दो चैनल मामले में लागू करें इसलिए यदि आपको याद है कि दो चैनल का मामला यह संरचना है तो कृपया उस ढांचे में ऑलपास डीकम्पोजीशन को लागू करें तो आइए हमें ऐसा करने में सिर्फ एक मिनट बिताने दें तो दो चैनल मैक्सिमली डैसीमेटेड फ़िल्टर बैंक मैक्सिमली डैसीमेटेड क्यूएमएफ बैंक ठीक है इसलिए उस संरचना को ध्यान में रखें इसलिए हमारे पास जो है वह हमारे पास है और हमारे पास है जो अलियासिंग टर्म है फिर से मूल रूप से पहले के परिणाम से यह कुछ भी नया नहीं है फिर हम अलियासिंग कैंसलेशन कंस्ट्रेंट्स F0H1−z∧ F1−H0 −z को इम्पोस करते हैं यह हमारे लिए यह गारंटी देने के लिए पर्याप्त है कि A 0 इसलिए जनरैलिटी को लॉस किये बिना हम दो चैनल मामले में अलियासिंग से छुटकारा पा सकते हैं अब दूसरी कंडीशन जो हमने इम्पोस की थी वह क्यूएमएफ कंडीशन थी क्यूएमएफ कंडीशन यदि आप याद करें वह थी कि दो फिल्टर्स इंडिपेंडेंट नहीं हैं बल्कि वास्तव में एक दूसरे के स्थानांतरित संस्करण हैं क्यूएमएफ H1H0−z और अगर हम इसे अलियासिंग कैंसलेशन कंस्ट्रेंट्स के साथ ट्रांसफर फ़ंक्शन में सब्सिटयूट कर देते हैं तो हम प्राप्त करते हैं यदि आप सब्सिटयूशन के माध्यम से जाते हैं मूल रूप से सब्सिटयूट करें अलियासिंग कैंसलेशन कंस्ट्रेंट्स और क्यूएमएफ कंस्ट्रेंट यह वह है जो हमें मिलता है और यह हम इस प्रकार लिख सकते हैं यदि आप वापस जाएँ और अपने ऑलपास डीकम्पोजीशन को देखें यह एक ऐसा मामला है जहां हमने अलियासिंग को खत्म कर दिया है मैगनीटुड डिस्टॉरशन को समाप्त कर दिया है क्योंकि ट्रांसफर फ़ंक्शन लेकिन वहाँ फेज डिस्टॉरशन है जिसके बारे में हमने कुछ भी नहीं किया है ठीक है क्या वह ठीक है तो यह उससे अलग है जब आपने पॉलीफ़ेज़ डीकम्पोजीशन किया था और पॉलीफ़ेज़ घटकों को ऑल पास फ़ंक्शन होनें के लिए मजबूर किया था यह एक अलग मामला है यह एक ऐसा मामला है जहां हमने फिल्टर्स का ऑलपास डीकम्पोजीशन किया है स्वयं उनके द्वारा मूल रूप से आपके पास पावर कॉम्प्लिमेंटरी फिल्टर्स की एक जोड़ी थी शुरुआती डीकम्पोजीशन में वहाँ कोई पावर कॉम्प्लिमेंटरी भाग नहीं था आपने लिया फ़िल्टर पॉलीफ़ेज़ घटक और हमने उन्हें ऑलपास घटक बनने के लिए बाध्य करने की कोशिश की यहां एक ऐसा मामला है जहां आपने ऑलपास डीकम्पोजीशन किया था और जैसा कि हमने उल्लेख किया है वहाँ फिल्टर्स का एक वर्ग है जिसे मुख्य रूप से इलिप्टिक फिल्टर्स के संदर्भ में डिजाइन किया जा सकता है जहाँ आप पावर कॉम्प्लिमेंटरी प्रॉपर्टी को लागू कर सकते हैं और क्योंकि आप ऑर्डर और पावर कॉम्प्लिमेंटरी प्रॉपर्टी को लागू कर सकते हैं तो आप ऑलपास डीकम्पोजीशन भी प्राप्त कर सकते हैं तो यह सिर्फ एक थ्योरेटिकल अभ्यास नहीं है यह काफी व्यावहारिक प्रणाली है जिसे बिना किसी बहुत ज्यादा कठिनाई के डिजाइन और कार्यान्वित किया जा सकता है ठीक है लेकिन यहां वह कार्य है जो मैं आपसे चाहता हूं कि आप मुझे अभी बताएं इसलिए अब तक क्या कुछ अवधारणाएँ हैं जिन्हें हमने व्याख्यान 25 और 26 में देखा है इसलिए अगर मैं उन्हें लिखता तो अवधारणाएं फिर से इसे एक जिग्सो पजल की तरह रखता अलग अलग टुकड़े जो सर्वप्रथम जिसे हमने देखा है है फैक्टराइजेसन और जीरोस का समूहीकरण हमने देखा कि ऑलपास डीकम्पोजीशन भाग के डिजाइन में तो मूल रूप से आपने लिए P0P1 के जीरोस यूनिट सर्किल के अंदर जीरोस यूनिट सर्किल के बाहर और फिर इसे फैक्टर किया और कहा कि यह D में जाता है अन्य एक में चला जाता है तो फैक्टराइजेसन और जीरोस का समूहीकरण यह एक महत्वपूर्ण उपकरण है जिसे हमने इस खंड में लिया है दूसरा हमने न्यूनतम फेज फैक्टर की धारणा का लाभ उठाया है यह एक समूहीकरण है जहां सभी जीरोस यूनिट सर्किल के अंदर हैं हमने पैरा कांजुगेसन का भी लाभ उठाया है पैरा कांजुगेसन कहता है यूनिट सर्किल के अंदर एक जीरोस और इसका रेसीप्रोकल कांजुगेट दोनों एक ही मैगनीटुड रिस्पांस उत्पन्न करेंगे पैरा कांजुगेसन प्रॉपर्टी भी इसका एक उपयोगी हिस्सा है और चौथी अवधारणा जिसने ऑलपास डीकम्पोजीशन में एक भूमिका निभाई थी वह थी पॉवर कॉम्प्लिमेंटरी प्रॉपर्टी ठीक है इसलिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे ये ध्यान मे रखने को बिंदु हैं अब अगला एलिमेंट आता है जहाँ हमने Mवें बैंड फ़िल्टर अथवा एक नाइकुइस्ट फिल्टर के बारे में बात की है ठीक है इसलिए नाइकुइस्ट फिल्टर फिर से हम पहले की चर्चा को नहीं दोहराएंगे लेकिन मूल रूप से हमने जो कहा था अगर मैं एक के लिए इंटरपोलेशन फ़िल्टर को देखता हूं तो एक फैक्टर M द्वारा अपसैंपलिंग के बाद इंटरपोलेशन तब n का इम्पल्स रिस्पांस h बाहर आता है और इसके उपयोग से हम निम्नलिखित परिणाम प्राप्त करते हैं कि h Mn 0 यदि n 0 नहीं है और h Mn 1 यदि n 0 ठीक है तो हमने पाया कि पॉलीफ़ेज़ घटकों में से एक के लिए केवल एक नॉनजीरो सैंपल था तो यह एक ऐसी चीज है जिसका हमने लाभ उठाया है इसलिए इसने मूल रूप से कहा कि अगर मैंने E01 पॉलीफेज घटक लिया तो हमारे पास Mवें बैंड फिल्टर की निम्नलिखित प्रॉपर्टी है परिभाषा द्वारा एक Mवें बैंड फिल्टर को निम्नलिखित कंडीशन को संतुष्ट करना चाहिए और हमने दिखाया कि एक नाइकुइस्ट फिल्टर इस प्रॉपर्टी को संतुष्ट करेगा ठीक है इसलिए लेकिन Mवाँ बैंड अधिक सामान्य है यह ध्यान में रखता है इस प्रकार के फिल्टर्स जिनमें यह प्रॉपर्टी होती है और हमने यह भी उल्लेख किया है कि एक विशेष मामला जब M2 है हम इसे हाफ बैंड फिल्टर हाफ बैंड कहते हैं यह आज एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है ये है हमने हाफ बैंड फिल्टर देखा मूल रूप से M2 के साथ नाइकुइस्ट फिल्टर लिया और हम दिलचस्प अवलोकन के साथ आए अवलोकन यह था कि इवन सिमिट्री के कारण हाफ बैंड फ़िल्टर की लंबाई और और प्रत्येक अल्टरनेट सैंपल 0 होने के लिए 4J 3 था जिसका अर्थ है कि अगर मैंने इसे दाईं ओर स्थानांतरित किया तो इसे कौसल बना दिया फिर फ़िल्टर ऑर्डर 4J 2 होगा जो कि इवन है लेकिन 4 का गुणक नहीं है अब आप पूछते हैं कि महत्वपूर्ण वास्तव में महत्वपूर्ण हो जाता है आइए हम इसे सिर्फ देखें इवन लेकिन 4 का गुणक नहीं ठीक है तो यह फिर से ये सभी पजल के टुकड़े हैं फिर अंतिम भाग जहां हमने रोका था था यह डीएफटी फिल्टर बैंक तो मूल रूप से Mवाँ बैंड फ़िल्टर हमने कहा कि इस प्रॉपर्टी को संतुष्ट किया है यदि आपके पास मूल फ़िल्टर H 0 के ये स्थानांतरित संस्करण हैं और यह इस रूप में स्थानांतरित हो गया है तो हम इसे मूल रूप से लिख सकते हैं इसे W ♱ होना चाहिए मुझे लगता है कल हमने सुधार किया इनवर्स स्केल फैक्टर के साथ W ♱के समान इसलिए मूल रूप से हमने कहा कि फिल्टर्स शिफ्टेड फिल्टर्स डीएफटी फिल्टर बैंक वे एक पॉवर कॉम्प्लिमेंटरी सेट बनाते हैं यदि पॉलीफ़ेज़ घटक एक पॉवर कॉम्प्लिमेंटरी सेट बनाते हैं अब आप अच्छी तरह से कह सकते हैं मैं श्योर भी नहीं हूँ कि क्या यह एक भूमिका निभाने जा रहा है लेकिन यह एक अवलोकन है जिसे हम बना सकते हैं क्योंकि यदि आप देखते हैं कि गणना क्या हैं जिसे हम कर रहें हैं W W♱MI इसलिए आंतरिक जोड़ी रद्द हो जाती है मूल रूप से एक डाइगोनल मैट्रिक्स है तो मूल रूप से यह है कि कैसे सबूत काम करता है ठीक है अगला कथन शायद वही है जिसने कुछ सवालों के साथ लोगों को छोड़ दिया है लेकिन फिर से मैं उस पर जोर देना चाहता हूं तो पॉवर कॉम्प्लिमेंटरी प्रॉपर्टी कहती है कि और अब अगर अगर मैं इसे इस रूप में लिख सकता हूं और G0 ने एक Mवीं बैंड प्रॉपर्टी को संतुष्ट किया Mवीं बैंड प्रॉपर्टी मूल रूप से कहती है स्थानांतरित संस्करण एक कांस्टेंट तक जोड़ें जाएंगे यदि मैं अब इस फैक्टराइजेसन को सब्सिटयूट करता हूं तो मुझे एक पॉवर कॉम्प्लिमेंटरी सेट मिलता है ठीक है वहाँ दो धारणाएं बनाई जा रही हैं एक G0 को इस रूप में फैक्टराइज किया जा रहा है दूसरा एक G0 Mवीं बैंड प्रॉपर्टी को संतुष्ट करता है यदि वो दोनों संतुष्ट हैं तो मुझे एक फैक्टराइजेसन मिला अब मुझे कैसे मिला कि G0 इस प्रकार का फैक्टर कैसे बना क्योंकि यूनिट सर्किल पर इसका मतलब है कि यह मैगनीटुड स्क्वायरड है यह वही है जिसके बारे में हमने बात की थी जीरो फेज रिस्पांस लेने के बारे में और फिर इसे ऊपर की तरफ स्थानांतरित करना ताकि ये अकेले जीरोस डबल जीरोस बन जाएं और तब आपके पास इसके साथ काम करने का एक तरीका है आइए हम इसे इस बिंदु से उठाते हैं हम एक हाफ बैंड फिल्टर में रुचि रखते हैं तो आइए हम इस पर ध्यान केंद्रित करें और हाफ बैंड फिल्टर के बारे में कुछ कथन दें हाफ बैंड फिल्टर मैं एक लीनियर फेज हाफ बैंड फिल्टर डिजाइन करना चाहता हूं ठीक है अब मूल रूप से हम यह कहना चाहते हैं कि एक हाफ बैंड फिल्टर है जिसका अर्थ है कि इसका स्थानांतरित संस्करण इसमें जोड़ा जाएगा और हमें कहने दें कि हमने इसे निम्नलिखित फैशन में डिजाइन किया है कि वहाँ इक्यूरिपल और पास बैंड और स्टॉप बैंड में भी समान मैगनीटुड रिपल हैं तो ऊपरी सीमा 1 δ 1 δ है यह δ और -δ है वे सीमाएं हैं या जहां फ्लक्चुएसन्स ऑब्सर्व किये गये हैं ठीक है अब यह एक जीरो फेज रिस्पांस है मैंने फेज ले लिया है इसलिए यह एक रियल वैल्यूड फंक्शन है लेकिन यह सकारात्मक और नकारात्मक मान ले सकता है अब अगर मैं परिभाषित करता हूं यह ऐमप्लितुड रिस्पांस ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाता है और अब हमारे पास रिस्पांस है ठीक है तो ऊपरी सीमा 2 δ है ठीक है और ऊपरी सीमा यहां 12 δ भी है क्योंकि सबकुछ शिफ्ट हो गया है और लोअर वेरिएशन 1 पर है सब कुछ शिफ्ट हो गया है अब इसकी भरपाई करने के लिए हम इसे के द्वारा भी स्केल कर सकते हैं अर्थात तो मूल रूप से जो होगा वह है कि पीक 1 पर स्केल हो जायेगी और सब कुछ एक साथ फिट होगा हाँ प्रोफेसर छात्र की बातचीत शुरू होती है इसीलिए मैंने कहा कि मैं एक जीरो फेज रिस्पांस ले रहा हूं इसलिए जब आप लीनियर फेज फ़ंक्शंस लेते हैं तो आप इसे और फिर ऐमप्लितुड टर्म के रूप में लिख सकते हैं इसलिए मैंने को छोड़ दिया है और केवल ऐमप्लितुड टर्म के साथ काम कर रहा हूं ठीक है तो इसीलिए इसे एक के संदर्भ में समझाना आसान है ठीक है प्रोफेसर छात्र वार्तालाप समाप्त होता है अब मैं चाहता हूं कि आप जल्दी से मेरे साथ फॉलो करें क्योंकि हमने लीनियर फेज की धारणा बना ली है मैं एक कथन देना चाहता हूं या एक लीनियर फेज फिल्टर की जीरो लोकेसंस के बारे में आपकी स्मृति को ताज़ा करना चाहता हूं सिमिट्री के कारण मैं उस मामले को देख रहा हूं जहां इवन सिमिट्री है ठीक है तो आप यह सत्यापित कर सकते हैं कि यह इस प्रकार लिखा जा सकता है ये रियल कोएफिसिएंट्स हैं इसलिए यदि मेरे पास 0 है H 0 यदि यह सत्य है यह H 1 z00 स्वचालित रूप से इम्प्लाइ होता है ठीक है यह लीनियर फेज सिमिट्री के कारण सिमिट्री कंडीसंस के कारण है अब पोलिनोमियल जिसके पास रियल कोएफिसिएंट्स हैं इसका मतलब यह भी है कि वहाँ एक कांजुगेट 0 होना चाहिए केवल तभी आपको रियल कोएफिसिएन्ट प्राप्त होंगें तो वह रियल कोएफिसिएन्ट भाग से आता है तो यह भी सिमिट्री के साथ युग्मित यह भी कहेगा कि और भी एक 0 हैं तो जो आप पाते हैं यह है कि आपको जीरोस का एक क्वैड मिलता है आपको मिलता है यदि एक जीरो है और इसके पास रियल कोएफिसिएंट्स और लीनियर फेज है तो आपके पास पर एक 0 भी होना चाहिए 1z0 और पर एक 0 होना चाहिए यह कुछ ऐसा है जिससे आप पहले से ही परिचित हैं मैं सिर्फ इस विशेष परिणाम पर केवल आपकी स्मृति को ताज़ा करना चाहता था तो अगर मैं एक लीनियर फेज पोलिनोमियल या लीनियर फेज फ़िल्टर के जीरोस को प्लॉट करने के लिए था तो वे कुछ इस प्रकार के दिखेंगें ठीक है मेरे पास जीरोस होंगें जो क्वैड्स के रूप में अकर करतें हैं तो इसका मतलब है कि वहाँ कांजुगेट लोकेशन पर एक जीरो है रेसिप्रोकल लोकेशनसंस पर भी तो अगर यह z0 है यह है यह 1 z0 है यह है तो आपको इस प्रकार के क्वैड्स मिलेंगें यह सिमिट्री के कारण है फिर आप यूनिट सर्किल पर जीरोस भी प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि ये रियल कोएफिसिएंट्स हैं इसका कांजुगेट भी मौजूद होना चाहिए और आपके पास रियल अक्ष पर जीरोस हो सकते हैं अंदर या बाहर कोई फर्क नहीं पड़ता आपके अंदर या बाहर जीरोस हो सकते हैं लेकिन इसका रेसिप्रोकल भी मौजूद होना चाहिए तो रेसिप्रोकल भी रियल अक्ष पर होगा ठीक है यह वह है जो एक लीनियर फेज रियल कोएफिसिएन्ट ट्रांसफर फंक्शन के जीरो कॉन्फिगरेसन या जीरो लोकेसंस पर होना चाहिए बेशक आपके पास कई हो सकते हैं एक क्वैड के बजाय आपके पास दो क्वैड्स हो सकते हैं आपके पास कई कई जीरोस मौजूद हो सकते हैं लेकिन मूल रूप से आपके पास 3 प्रकार के जीरोस होंगें एक क्वैड आपके पास एक जोड़ी होगी जो रियल अक्ष पर है और आपके पास यूनिट सर्किल पर एक कांजुगेट जोड़ी होगी ठीक है हर कोई इसके साथ सहज है आप इससे सहमत है इसी प्रकार अब जब मैं इस प्रकार का एक लीनियर फेज लेता हूं वह वही है जो यह होगा जब मैं इसे इस रूप में प्राप्त करने के लिए इसे ऊपर की ओर शिफ्ट करता हूं तो दो चीजें होती हैं एक है यह G e jω ≥ 0 तो इसीलिए यह मुझे कुछ मैगनीटुड स्क्वायर्ड के रूप में इसे लिखने की अनुमति देता है यह पहला कदम है दूसरा है एक जीरो अवलोकन से वहाँ कोई भी एकल जीरोस नहीं होगा उन्हें जीरोस को दोगुना करना होगा क्योंकि उन जीरोस को विलय करना पड़ेगा ठीक है अब यह बहुत सिग्निफिकेन्त है निम्नलिखित कारण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है अब मेरा जीरो कॉन्फिगरेसन क्या है मेरे पास क्वैड्स हो सकते हैं मेरे पास रियल अक्ष पर रेसिप्रोकल हो सकते हैं और मेरे पास यूनिट सर्किल पर डबल जीरोस हो सकते हैं अब इस अवलोकन को देखें यदि मेरे पास अब कुछ इस फॉर्म G0 का है तो क्या मैं इसे इस फॉर्म का फैक्टराइज कर सकता हूं जिसका अर्थ है कि प्रत्येक जीरोस को या तो जाना चाहिए और उन्हें आपको वही मैगनीटुड रिस्पांस देना होगा तो यहाँ स्पेक्ट्रल फैक्टराइजेसन के लिए जीरोस का एक विकल्प है मैं z0 ले लूंगा मैं ले लूंगा इसका मतलब है कि फिल्टर कोएफिसिएंट्स रियल होंगें मैं यूनिट सर्किल के अंदर जीरो ले सकता हूँ मैं यहाँ नीला वाला ले लूँगा और नीला वाला यहाँ है ठीक है अब के लिए क्या बचा है हर चीज जिस पर टिक मार्क नहीं है और आप पाएंगे कि आप वास्तव में पैरा कांजुगेसन प्रॉपर्टी को संतुष्ट करने में सक्षम हैं जहां जीरोस को रेसिप्रोकल कांजुगेट लोकेशनसंस में होना है ठीक है तो यह इस बात की भी पुष्टि करता है कि आप कुछ फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं तो जो यह भी कहता है कि मैं लिख सकता हूं प्रोफेसर छात्र की बातचीत शुरू होती है तो रियल कोएफिसिएंट्स के साथ किसी भी लीनियर फेज फ़िल्टर में निम्नलिखित होंगें इसलिए मैं इसे लिखूंगा के लिए मैं इसे इस फॉर्म में लिखूंगा रियल कोएफिसिएंट्स के साथ किसी भी लीनियर फेज एफआईआर के जीरोस तो इस तरह से जीरोस को वितरित किया जाएगा वे एक क्वैड के रूप में अकर कर सकते हैं जिसका अर्थ है z0 1 z0 और 1 वे यूनिट सर्किल पर कांजुगेट पेयर के रूप में अकर कर सकते हैं वे यूनिट सर्किल पर कांजुगेट पेयर के रूप में अकर कर सकते हैं ठीक है तो इसका मतलब है कि z1 इस कंडीशन के साथ कि ¿ z1 ∨¿ 1 यह यूनिट सर्किल पर है और तीसरा संयोजन जो आप प्राप्त कर सकते हैं वह एक रेसिप्रोकल पेयर है रियल अक्ष पर रेसिप्रोकल पेयर क्योंकि इसके लिए कांजुगेट होने की आवश्यकता नहीं है लेकिन लीनियर फेज सिमिट्री को संतुष्ट करने के लिए रेसिप्रोकल को उपस्थित होना पड़ता है तो जिसका मतलब है कि आपको z2 और 1z2 मिलेगा जहाँ ℑz20 आपको जीरोस के 3 सेट्स मिलेंगें अब इस सेट को दो भागों में फैक्टराइज किया जा सकता है कौन सा एक H0 को जाएगा एक को जाएगा रेसिप्रोकल्स उपस्थित हैं "प्रोफेसर - छात्र बातचीत समाप्त होती है " इसे उस फॉर्म में भी फैक्टर किया जा सकता है लेकिन इसे उस रूप में फैक्टर नहीं किया जा सकता है क्योंकि आपके पास केवल कांजुगेट पेयर्स हैं आपके पास रेसिप्रोकल भाग मौजूद नहीं है जिस तरह से आप उसका होना प्राप्त कर सकते हैं है अगर ये जीरोस डबल जीरोस के रूप में अकर हो तो फिर क्या हो सकता है आप एक यहां से ले सकते हैं और एक वहां से और फिर आप मूल रूप से आपके पास रेसिप्रोकल भी मौजूद है इसलिए यह इस चर्चा का महत्वपूर्ण हिस्सा है ठीक है तो डबल जीरोस कब अकर होता है होता है जब वास्तव में आपने ऐमप्लितुड रिस्पांस को उठा लिया हैं ताकि कोई नकारात्मक मान न हो वह यह भी कहता है कि आप इसे फ़ॉर्म में लिख सकते है क्योंकि अब यह ≥ 0 है और इसीलिए यह भी उस फैक्टराइज़ेशन के साथ लटका हुआ है जिसे हम देख रहे हैं ठीक है यदि यह ठीक है तो हम इस मामले पर वापस जाने के लिए तैयार हैं मामले पर दो चैनल मामला कृपया अपने आप को कॉन्फ़िगरेशन के साथ रिफ्रेश करें अब हम इसे अंतिम बार लागू करने जा रहे हैं ठीक है वह इनपुट आउटपुट संबंध है मैं अलियासिंग कैंसलेशन कंस्ट्रेंट को लागू करने जा रहा हूं अलियासिंग कैंसलेशन तो यह मुझे अलियासिंग कैंसलेशन देगा अलियासिंग कैंसलेशन हो गया है तो मैं जिसके साथ बचा हुआ हूं है ट्रांसफर फ़ंक्शन का रिमेंडर क्यूएमएफ तो इसीलिए हमें ट्रांसफर फंक्शन मिला हमें यह अभिव्यक्ति मिली और समय जिसमें हम लीनियर फेज के साथ काम कर रहे थे हमने कहा कि हमने टाइप 2 लीनियर फेज लिया टाइप 2 लीनियर फेज का अर्थ है ओड ऑर्डर इवन सिमिट्री वह ऑर्डर है ओड इवन सिमिट्री वही टाइप है जिसके साथ हम काम कर रहे हैं और हमने दिखाया कि हम इसे निम्नलिखित फॉर्म में पुनः लिख सकते हैं जहां और अगर आप याद करें यहाँ तक कि हमने एक डिजाइन भी किया था जहां हमने इसे एक डिजाइन क्राइटेरिया ऑब्जेक्टिव फंक्शन के रूप में लागू किया था और फिर फिल्टर्स की एक जोड़ी को प्राप्त किया था जो लीनियर फेज थे तो इसीलिए फेज डिस्टॉरशन को हटा दिया गया था और यह लगभग 1 था बिल्कुल 1 नहीं लेकिन लगभग 1 तो फेज डिस्टॉरशन समाप्त हो गया था लेकिन मैगनीटुड डिस्टॉरशन कम हो गया था मैं यह नहीं कह सकता कि इसे समाप्त कर दिया गया है फेज डिस्टॉरशन को समाप्त कर दिया गया मैगनीटुड डिस्टॉरशन को कम किया गया ठीक है यदि आप अब वापस जाते हैं और याद करते हैं हमने इन फिल्टर्स को कैसे डिजाइन किया था हमने कहा कि यदि H0 लो पास है तो F0 को भी लो पास होना चाहिए H0 लो पास है H1 को एक हाई पास होना चाहिए और उसी प्रकार F1 को ठीक है तो यहाँ है जहाँ एक बहुत ही दिलचस्प वैकल्पिक दृष्टिकोण उभर रहा है ठीक है मान लीजिए कि H0 और H1 एक पॉवर कॉम्प्लिमेंटरी पेअर थे जैसा कि हम चाहते हैं सही है फिर आपको क्या मिलेगा आपको वास्तव में मिलेगा एक नजर दाएं हाथ की तरफ रखें लेकिन बाईं ओर देखें इसे निम्नलिखित तरीके से पैरा कांजुगेट प्रॉपर्टी का उपयोग करके लिखा जा सकता है हमें दाईं ओर क्यों मिला क्योंकि हमने एक क्यूएमएफ कंस्ट्रेंट को लागू किया क्या मैं पूछ सकता हूं कि अगर निम्नलिखित संतुष्ट है तो यदि क्यूएमएफ संतुष्ट होगा तो इस कंस्ट्रेंट को इम्पोस करने के बजाय क्या मैं इसे निम्नलिखित तरीके से भी लागू कर सकता हूं वह भी क्यूएमएफ है जो यह कहता है वह भी है ठीक है यह मैगनीटुड स्क्वायर्स है जिसे शिफ्ट होना होगा सहमत हो या सहमत नहीं हो क्यूएमएफ यह निम्नलिखित तरीके से लिखा जा सकता है क्योंकि इन दोनों का एक ही मैगनीटुड रिस्पांस है यह बहुत अच्छी तरह से हो सकता है लेकिन निश्चित रूप से आपको इसे एक कौसल बनने के लिए अनुमति देनी चाहिए तो आइए हम इस विकल्प को एक्स्प्लोर करते है देखें अनुसंधान का पूरा विचार है यदि आपने एक धारणा बनाई है और आप किसी पॉइंट पर समाप्त हो गए हैं और आप वापस जाते हैं और इसे पुनः देखतें हैं और कहते हैं कि दूसरे विकल्प को प्रयोग क्यों नहीं करते हैं क्या यह एक संभावना है तो यहाँ एक विकल्प है क्या मैं कंसीडर कर सकता हूं और बस इसे माइनस साइन के साथ लें क्योंकि यह चीजों को सरल बनाने में मदद करेगा लेकिन देखें यह कौसैलिटी के लिए है यह कौसैलिटी के लिए है ठीक है माइनस साइन आप वापस आ सकते हैं और अगर आप चाहे तो बाद में भर सकते हैं लेकिन आप इसे माइनस साइन के साथ लेते है तो सामान्यता का नुकसान हुए बिना तो यह जो है यहाँ है तो हमने कहा है कि इसलिए अब T के लिए अभिव्यक्ति में दूसरे समीकरण को सब्सिटयूट करें तो मैं यह धारणा बनाने जा रहा हूं कि यदि N ओड है यदि N ओड है तो मैं निम्नलिखित अभिव्यक्ति प्राप्त करूँगा N1इवन होगा इसलिए अब क्या आप किसी ऐसे फ़िल्टर को जानते हैं जो इसे एक के बराबर होने के लिए संतुष्ट करेगा यदि यह एक हाफ बैंड फिल्टर का स्पेक्ट्रल फैक्टर है ठीक है तो मुझे क्या चाहिए मुझे एक हाफ बैंड फिल्टर को डिजाइन करने की आवश्यकता है इसे ऊपर शिफ्ट करें इसे स्पेक्ट्रल फैक्टराइज़ करें और फिर दो चैनल फ़िल्टर बैंक में क्यूएमएफ में इसका उपयोग करें वो खेल में कहां से आ गए यह यहाँ खेल में आता है मैंने पारंपरिक क्यूएमएफ विकल्प नहीं लिया लेकिन मैंने क्यूएमएफ के पैरा कांजुगेट को चुना फिर वास्तव में कोई फेज डिस्टॉरशन नहीं है कोई मैगनीटुड डिस्टॉरशन भी नहीं है तो यह वही है जो हमें परफेक्ट रिकंस्ट्रक्शन देता है तो यह परफेक्ट रिकंस्ट्रक्शन है वह परफेक्ट रिकंस्ट्रक्शन है ठीक है लेकिन वहाँ शायद थोड़ा संदेह है ठीक आप मानते हैं कि N ओड है ठीक है मेरा मतलब है वह आरबिट्रेरी है हमने क्या कहा G0 को एक हाफ बैंड फिल्टर होना चाहिए हाफ बैंड फिल्टर का ऑर्डर क्या है यह इवन है लेकिन 4 का गुणक नहीं है अगर मैं स्पेक्ट्रल फैक्टराइजेसन करता हूं तो यह मुझे क्या देगा यह मुझे एक ओड फिल्टर देगा ओड ऑर्डर फिल्टर इसलिए सब कुछ एक साथ लटका हुआ है इस चीज के बारे में वहाँ कुछ भी नहीं है जो गड़बड़ है तो अंतिम भाग है यदि यह हम इसे उपयुक्त उठाने के साथ एक हाफ बैंड फिल्टर के रूप में इस प्रकार से डिजाइन करते हैं फिर हमें गारंटी दी जाती है कि यह इस ऑर्डर की लंबाई इस वाले की 4J 2 होगी H0 का फिर ऑर्डर 2J 1 होगा जिसका अर्थ है कि यह ओड ऑर्डर है और इसलिए आपको जो मिलेगा वह परफेक्ट रिकंस्ट्रक्शन के लिए सही कंडीशन है ठीक है तो बस इसे एक आखिरी बार लिखें आपके पास दो चैनल मामला है हम पहले की तरह ही अलियासिंग कैंसलेशन को इम्पोस करने जा रहे हैं और अंतर केवल इतना है कि अब हम मैगनीटुड रिस्पांस के लिए अलियासिंग कैंसलेशन करने के लिए एक नया विकल्प लेने जा रहे हैं हम कहने जा रहे हैं पैरा कांजुगेट इस संयोजन के साथ आप गारंटी दे सकते हैं कि यदि जहां एक हाफ बैंड फिल्टर है ठीक है और शायद एक आखिरी बार हम देखेंगें हाफ बैंड फिल्टर की डिजाइन को और उठाने को और उन सभी चीजों को लेकिन यह वही है जो आपको आश्वस्त करता है कि बस स्केल फैक्टर के साथ एक डिलेड संस्करण जिसका हम ध्यान रख सकते हैं परफेक्ट रिकंस्ट्रक्शन इसलिए दो चैनल मामला अब समाप्त हो गया है ठीक है अब हम इसे 3 4 और आरबिट्रेरी तक विस्तारित करने के बारे में सोचते हैं यह नॉन ट्रिविअल है लेकिन दो चैनल मामला कम से कम वहाँ कुछ अंतर्ज्ञान है जिसे हम इस माध्यम से अनुसरण कर सकते है इसलिए दो चैनल से परे हमें ज्यादा या कम गणित पर निर्भर रहना होगा वहाँ कोई अंतर्ज्ञान नहीं है जो मदद कर सकता है इसलिए हम अब वापस जाएंगे और जब हम M चैनल मामले को देखेंगे तो हम अब वापस जाएंगे और सिर्फ दो चैनल मामले का गणितीय विश्लेषण करेंगें इसे M चैनल तक बढ़ाएंगे और कहेंगे ठीक है केवल इस कंडीशन के तहत हम परफेक्ट रिकंस्ट्रक्शन को संतुष्ट करने में सक्षम होंगे ठीक है तो M चैनल मामला एक विस्तार के रूप में आता है लेकिन जरूरी नहीं कि उन अंतर्दृष्टि के संदर्भ में जो हमें दो चैनल मामले से मिली हैं बल्कि दो चैनल मामले के गणितीय ढांचे से हम इसे अगली कक्षा में वहाँ से उठायेंगें मैं इस पॉइंट पर M चैनल मामला करने के बजाय एक स्विच बनाने के बारे में भी सोच रहा हूं आइए हम कुछ समय के लिए फिल्टर बैंकों को छोड़ दें आइए हम ओएफडीएम पर जाएं कुछ थोड़ा अलग थोड़ा जो आपको एक अलग दृष्टिकोण देता है एक बार जब हम ओएफडीएम खत्म कर लेंगें तो हम वापस आ जाएंगे और M चैनल मामले को समाप्त करेंगें क्योंकि M चैनल मामला कुछ हद तक गणितीय है आइए हम ओएफडीएम पर ध्यान केंद्रित करें जो कि बहुत अधिक इन्ट्युटिव है धन्यवाद हम आपको कल देखेंगें